ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन I पार्ट 3 सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणित पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है l हम मॉड्यूल नंबर 3 व्याख्यान संख्या 23 में हैं जिसमें हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का अध्ययन कर रहे हैं l पिछली कक्षा में हमने प्रथम क्वाड्रेंट प्रोजेक्शन एवं तृतीय क्वाड्रेंट प्रोजेक्शन के बारे में सीखा था l इन प्रथम एवं तृतीय क्वाड्रेंट के प्रोजेक्शन में हमने क्या देखा है

यदि हम इसको तृतीय कोण प्रोजेक्शन सिस्टम मैं देख रहे हैं तो उसी सिलैंडरिकल ऑब्जेक्ट को हम तृतीय क्वाड्रेंट में रख देते हैं l इसलिए वह प्लेन जिस पर इसको प्रक्षेपित किया जाएगा वह यह है l वह प्लेन जिस पर इसको प्रक्षेपित किया जाएगा वह यह है उसको यहां पर प्रक्षेपित करते हैंl इसलिए यदि हम इस पूरे प्लेन को एक झटके के साथ मोड़ दें तो यह इस प्लेन पर आता है l इस प्लेन पर प्रोजेक्ट करने के बाद फिर इसे फोल्ड करके फिर इस दिशा में फोल्ड करके इसको इस तरह से घुमाने पर जो अवलोकन हमें मिलेगा वह एक वृत्त होगा l इसी तरह से हमने तृतीय कोण प्रोजेक्शन में देखा हैl अतः यह एक प्रक्षेपित अवलोकन होगा l यह वह तरीका है जिससे कि हम अपेक्षित अवलोकन प्राप्त कर सकते हैं l तीसरे कोण प्रक्षेपण प्रणाली में विमाओं को दिखाना काफी आम है